कोशिका संवर्धन की व्याख्यान श्रंखला में आपका फिर से स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने कोशिकाओं को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तीन तकनीकों के बारे में बात की थी हमने डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंटरीफुगेशन इम्यूनो पैनिंग और फ्लोरोसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टिंग के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में जब हमने मोटोन्यूरोन की इम्यूनो पैनिंग के बारे में बात की थी तो एक छोटा सा हिस्सा ऐसा था जो रह गया था और उसके बारे में हम अब बात करेंगे ये तकनीक बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन उसके लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वेंट्रल हॉर्न यानि अधर हॉर्न में मौजूद एम्ब्रियोनिक मोटोन्यूरोन्स का एक चित्र दिखाया था और हम वापस वहीँ चलते हैं वेंट्रल हॉर्न के मोटोन्यूरोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह के होते हैं एक ये बड़े आकार के और दूसरे ये छोटे आकार के लेकिन जिस ज़रूरी बात पर हम यहाँ प्रकाश डालना चाहते हैं वो ये है कि ये बड़े वाले मोटोन्यूरोन्स ई 14 यानि भ्रूण विकास के चौदहवें दिन एक अद्वितीय प्रकार के एंटीबाडी को व्यक्त करते हैं और उसके बाद यहाँ वाली सभी कोशिकाएं इनको व्यक्त करती हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो अब हम सातवें हफ्ते के दूसरे व्याख्यान में हैं मान लीजिये कि ये रीढ़ की हड्डी है और ये वेंट्रल हॉर्न है ये छायांकित हिस्सा वेंट्रल हॉर्न है और ये दूसरा वाला डोर्सल यानि पृष्ठ हॉर्न है और भ्रूण की शुरुआत ई 0 से ई 22 तक होती है बल्कि इसको फ़ीटस कहा जाता है ई 0 से लेकर ई 11 तक बल्कि ई 14 तक एम्ब्रयो कहते हैं और ई 15 के बाद इसे फ़ीटस कहते हैं तो इसको हम ई 15 कहेंगे और इसके बाद एफ और ये एफ 18 और 18 से हम इसको फ़ीटस कह सकते हैं और इसको हम इस समय फ़ीटस इसलिए कहते हैं क्यूंकि इस विशेष समय पर संपूर्ण शारीरिक विशेषताएं परिपूर्ण होती हैं इस समय से पहले आप शारीरिक विकास को ठीक से समझ नहीं सकते हैं हालाँकि विकास उस समय हो रहा होता है लेकिन उसका आकार कुछ ऐसा होता है कि आप उसे ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं तो अब हम वापस आते हैं और एम्ब्रियोनिक मोटोन्यूरोन्स को अलग करने के बारे में बात करते हैं और अब हम नई तकनीकों के मद्देनज़र पुरानी समस्या पर आते हैं और जो तकनीक हमने सीखी हैं वो हैं इम्यूनो पैनिंग डेंसिटी ग्रेडिएंट और फ्लोरोसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टिंग तो ये मोटोन्यूरोन्स हैं जो यहाँ स्थापित हैं और इसके अंदर ही दूसरी तरह की कोशिकाएं भी स्थापित हैं अब ई 14 मोटोन्यूरोन्स में ऐसा क्या अद्वितीय है ई 14 पर ये एक विशेष या अद्वितीय प्रकार का मार्कर व्यक्त करता है और ये हरे रंग का दिखने वाला जो है वो मार्कर है ई 14 पर केवल ये कोशिकायें मार्कर को व्यक्त करती हैं लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं एफ 18 या उसी तरह 16 या 17 पर तो ये मार्कर इन सभी जगहों पर व्यक्त हो जाता है विशेष रूप से इस बिंदु पर प्रकाश क्यों डाला जा रहा है यहाँ पर विशेष रूप से इस बात को समझने की ज़रूरत इसलिए है क्यूंकि यदि आप किसी टिश्यू यानि ऊतक की विकास की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं तो आपको कोशिकाओं को अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत कि आप कर क्या रहे हैं यदि आपके पास कोशिका की सतह पर लगा मार्कर है और उससे बंधने वाली विपरीत एंटीबाडी है तभी आपको इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए मान लीजिये कि आप इस उदहारण को लेते हैं तो ये प्रक्रिया आपको ई 15 पर करनी है और यदि आप ये ई 18 पर करते हैं तो आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे क्यूंकि उस समय दूषित करने वाली दूसरी कई तरह की कोशिकाएं भी होंगी तो ये वो बिंदु हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की या ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत है जब भी आप कोशिकाओं को अलग करना चाहते हैं इसके साथ ही आपको संबंधित साहित्य को पढ़ना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में और दूसरे लोग ने इस क्षेत्र में क्या काम किया है उसके बारे में जानकारी मिल सके आप कहाँ हैं और किस अगले स्तर पर जाना चाहते हैं क्या वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर ढूंढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक है कि आप इन सब प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें और इसी कारण से मैंने दोबारा से इस पर बात की ये सब तकनीक बहुत काम आ सकती हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनके उपयोग और शक्ति के बारे में पता होना चाहिए यदि आप इनकी शक्ति या प्रयोग को ठीक से नहीं समझेंगे तो आप इनका दुरूपयोग कर सकते हैं जो हमने कई बार होते हुए देखा है और जो बहुत ही दुखद है तो इसके साथ ही अब हम सेल सॉर्टिंग या कोशिका पृथक्करण से अगले स्तर की ओर चलते हैं जब हम संवर्धन के माध्यम से कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं तो हमारी क्या अपेक्षा रहती हैं हमारी अपेक्षा यह रहती है कि कोशिकाएं ना सिर्फ अपने फीनोटाइप यानि दृश्य प्ररूप को बनाये रखे बल्कि अपनी कार्य क्षमता को भी जहां तक संभव हो बनाए रखें उदाहरण के तौर पर हम ऐसी कोशिका का संवर्धन करना चाहते हैं जो इंसुलिन का स्राव करे और अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि यह संवर्धित कोशिकाएं वास्तव में इंसुलिन का स्राव करें हो सकता है कि इंसुलिन का स्राव उस मात्रा में ना हो जितना कि ये शरीर में करती हैं लेकिन यदि ये उसका 50 प्रतिशत 10 प्रतिशत 5 प्रतिशत या 2 प्रतिशत भी हो तब भी इसे स्वीकार किया सकता है लेकिन इसको इंसुलिन का स्राव करते रहना है उदाहरण के तौर पर हम न्यूरॉन्स को संवर्धित करना चाहते हैं अब एक न्यूरॉन का काम क्या है यह विद्युतीय रूप से सक्रिय कोशिकाएं हैं जिसका मतलब है कि इन्हे एक्शन पोटेंशिअल यानि क्रिया विभव को पैदा करना है अब अगर हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो एक्शन पोटेंशिअल को पैदा नहीं कर सकते और हम ऐसा दावा करते हैं कि हमने न्यूरॉन्स किसी एक्स वाय ज़ेड स्टेम कोशिका से प्राप्त किये हैं और इनमें हर संभव इम्यून मार्कर हैं लेकिन यदि ये न्यूरॉन्स जिनको हमने संवर्धित किया है विद्युतीय रूप से सक्रिय नहीं हैं तो हमारे लिए इनके होने का कोई मतलब नहीं है और ये हमारे किसी उपयोग के नहीं हैं और यदि ये विद्युतीय रूप से सक्रिय नहीं हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गंभीर समस्या है और जब हम कोशिका संवर्धन के क्षेत्र में काम करते हैं तो इन बुनियादी तथ्यों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है उदाहरण के तौर पर यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो पुनर्जनित कोशिकाएं हैं क्या उन्होंने अपना वास्तविक फीनोटाइप या उससे मिलता जुलता फीनोटाइप बनाये रखा है जैसा कि कोशिकाएं अपने मूल वातावरण में रखती हैं और यहाँ हम विशेष तौर पर न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ हम नए न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन ये कोई दूसरी कोशिकाएं भी हो सकती हैं यहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण बात है वास्तविक फीनोटाइप और दूसरी है मूल वातावरण में अनुभव किये जाने वाले फीनोटाइप से मिलता जुलता फीनोटाइप तो ये पहला भाग है फीनोटाइप फीनोटाइप से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है मान लीजिये कि ये एक कोशिका है जो न्यूरॉन बनाने वाली है तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि इसमें न्यूरॉन में होने वाली प्रकिया होगी इसमें एक एक्सॉन यानि तंत्रिकाक्ष होगा डेनड्रिटिक ट्री यानि दुम्राक्ष्य होगा और ये सभी ज़रूरी आयन चैनल को व्यक्त करेगीऔर ये न्यूरॉन की तरह व्यहवार करेगी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक्शन पोटेंशियल पैदा करने में समर्थ होनी चाहिए उसी तरह अगर हम कहें कि इन कोशिकाओं के समूह को हम पैदा कर रहे हैं इनसे हमारी अपेक्षा है कि ये इन्सुलिन का स्राव करें तो इन कोशिकाएं को इस तरह विकसित होना चाहिए और इन्हें इन्सुलिन का स्राव करना चाहिए जिसकी मात्रा का अनुमान हम टाइटरेशन यानि अनुमापन या किसी और माध्यम से लगा सकते हैं अब हम फीनोटाइप के अलावा एक और पहलू को ले आते हैं और ये पहलू है कार्यक्षमता तो यहाँ दो बातें हैं आकारिकी और कार्यक्षमता क्या ये दो मापदंड कोशिका संवर्धन डिश में बनाये रखे जा सकते हैं यदि इन दोनों को बनाया नहीं रखा जा सकता है तो एक मिलते जुलते मॉडल को हासिल करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम न्यूरॉन्स के बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे क्यूंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है अब हम एक दूसरी कोशिका का उदाहरण लेते हैं जिनको कार्डियोमायोसाईट कहते हैं यदि हमे कार्डियोमायोसाईट का संवर्धन करना है तो हमारा पहला प्रश्न होगा कि क्या ये धड़क रही हैं जो कोशिकाएं डिश में हैं क्या वो धड़क रही हैं क्या इनका कुछ इस तरह से संकुचन हो रहा है यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे उनकी फीनोटाइप और कार्यक्षमता बनाये रखने की क्षमता पर वास्तव में संदेह होगा फीनोटाइप के सन्दर्भ में देखें तो ये कोशिकाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं लेकिन यदि ये कार्यात्मक रूप से सक्रिय नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है और हमें कुछ करना होगा उसी तरह से यदि हम मांसपेशी का संवर्धन करते हैं और स्केलेटल मसल यानि कंकाल पेशी लेते हैं तो हमारा पहला काम जो होगा वो इसे उत्तेजित करना होगा ताकि इनमे संकुचन हो सभी स्केलेटल मसल के इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक कार्य होते हैं आमतौर पर जब हम पेशी संवर्धन की बात करते हैं तो हमारे पास दो संभव रास्ते होते हैं और यहाँ हम स्केलेटल मसल के बारे में बात करेंगे पहले हम स्केलेटल मसल का उदाहरण लेते हैं हमारी अधिकतर स्केलेटल मसल का संवर्धन दो अलग स्रोतों से किया जा सकता है एक स्रोत है एफ 18 जो कि चूहे के फ़ीटस से लिया जा सकता है या फिर ये एफ 20 से भी लिया जा सकता है या फिर ये 1 से 3 दिन की नवजात अवस्था से भी लिया जा सकता है ये इससे अधिक नहीं होना चाहिए वरना टिश्यू या ऊतक को अलग करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण काम हो जाएगा आप इन्हें व्यस्क के पिछले पैरों से प्राप्त किये गए सेटेलाइट यानि अनुषंगी कोशिकाओं से भी ले सकते हैं यहाँ भी ये पिछले पैरों से लिया गया है और पिछले पैरों को इस्तेमाल करने का कारण ये है कि यहाँ से पर्याप्त मात्रा में टिश्यू प्राप्त किया जा सकता है तो ये कुछ इस तरह से है और अगर ये फ़ीटस है तो ये कुछ इस तरह का होगा ये इसका सिर है और ये इसका सिर है यहाँ पर पिछले पैर हैं और ज़्यादातर टिश्यू यहाँ से इकट्ठा किया जाता है ये व्यस्क है और ये पिछले पैर का टिश्यू है और यहाँ नीचे की तरफ सेटेलाइट कोशिकाएं स्थापित हैं यहाँ से सेटेलाइट कोशिकाएं को इकट्ठा किया जाता है ये सेटेलाइट कोशिकाएं अनिवार्य रूप से स्टेम कोशिकाएं हैं जिनसे स्केलेटल मसल बनना तय है मान लीजिये कि आपको सेटेलाइट कोशिकाएं यहाँ से अलग करनी हैं तो आपको बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा आपको कोशिकाओं का एंजाइम या यांत्रिक उपचार से पाचन करना होगा इसके बाद आपको कोशिकाओं को अलग अलग करना होगा और इन सेटेलाइट कोशिकाओं को अलग करने के लिए एफ ए सी एस या डेंसिटी ग्रेडिएंट या इम्यूनो मार्कर का प्रयोग करना पड़ सकता है और फिर आपको इनको उगाना होगा तो सेटेलाइट कोशिकाओं से उगाने का ये लम्बा रास्ता है और जब व्यस्क सेटेलाइट कोशिकाओं को इस्तेमाल किया जाता है तो सफलता दर भी अच्छा नहीं रहता और ये मुश्किल भी है अब आपको आश्चर्य होगा कि सेटेलाइट कोशिकाओं को इस्तेमाल क्यों करते हैं इसके भी कुछ कारण हैं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे और देखेंगे कि दूसरी तरह की कोशिकाओं को हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते और अब हम कंकाल या स्केलेटल मसल के संवर्धन के बारे में बात करेंगे और इस तरह के संवर्धन करने के लिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस लेक्चर को अब यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे कि इन कोशिकाओं को कैसे अलग करते हैं और इनका फीनोटाइप कैसा है और इनकी कार्यात्मक समानता कैसी है